द्रव सांख्यिकी के शासी समीकरण इस पृष्ठभूमि के साथ अब हम द्रव तत्वों के साम्यवस्था के लिए और अधिक सामान्य विचार करेंगे यहां जब भी हम सतह तनाव बल पर चर्चा कर रहे थे हम मान रहे थे कि दबाव एक विशेष तरीके से वितरित किया जा रहा है और हम हाई स्कूल भौतिकी की कुछ अवधारणाओं का सहजता से उपयोग कर रहे थे कि यदि आपके पास h की गहराई है तो h की गहराई के कारण दबाव में क्या भिन्नता होनी चाहिए अब हम इसे और अधिक औपचारिक रूप से देखेंगे इसलिए हम द्रव स्थैतिकी की समझ में जाएंगे हम द्रव तत्व के एक उदाहरण से शुरू करते हैं जो स्थिर साम्यवस्था में है और हम केवल सरलता के लिए एक दो आयामी द्रव तत्वों का उदाहरण लेते हैं हमने पहले ऐसे उदाहरण लिए हैं जो ये दर्शाते हैं कि आपके पास बोर्ड के समधरातल को लंबवत अन्य दिशा में एक समान चौड़ाई है तो हम कहते हैं कि इस द्रव तत्व के आयाम हैं याद रखें कि यह द्रव तत्व स्थिर है जब यह द्रव तत्व स्थिर है इसका मतलब होता है हमें यकीन है कि यह गैर विकृत है क्योंकि विकृत होने वाला द्रव तत्व निश्चित रूप से स्थिर रहने वाला द्रव तत्व नहीं है और जब यह गैर विकृत होता है तो हम स्पष्ट होते हैं कि कोई अपप्रपण नहीं है जो इस पर कार्य कर रहा है इसका मतलब है कि केवल सामान्य बल है जो द्रव तत्व की सभी अवस्थाओं पर कार्य कर रहा है तो हम दबाव द्वारा द्रव तत्व की प्रत्येक अवस्था पर तनाव की स्थिति को नामित कर सकते हैं तो हम केवल x दिशा के साथ बल लिख रहे हैं समान समीकरण y दिशा के लिए मान्य होंगे जब आप विचार के तहत बाई अवस्था को लेते हैं तो हमें यह कहना चाहिए कि बाई अवस्था पर दबाव p है और उसके अनुरूप बल 1 में है जो कि द्रव तत्व की चौड़ाई है जब आप विपरीत अवस्था में आते हैं तो हम इन अवस्थाओं के बारे में परेशान होते हैं क्योंकि हम केवल x के साथ काम करने वाले बलों की पहचान कर रहे हैं तो हम साम्यवस्था के समीकरण को x के साथ लिखेंगे क्योंकि अन्य अवस्थाओं में बल नहीं हैं तो यह एक पूर्ण मुक्त निकाय आकृति नहीं है यह केवल x दिशा के साथ बलों को दिखाता है हम वास्तव में इस बात के लिए प्रतिबद्ध नहीं हैं कि अन्य बल क्या हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं कई अन्य निकाय बल हैं जो x और y के साथ इस पर कार्य कर रहे हैं गणितीय रूप से कहते है कि हम किस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं हमारा यहाँ एक फ़ंक्शन है p हम एक अलग स्थान x पर फ़ंक्शन के महत्व का पता लगाना चाहते हैं हम अब x पर फ़ंक्शन के मान के संदर्भ में पर फ़ंक्शन का महत्व क्या है यह पता लगाने में रुचि रखते हैं यहां फ़ंक्शन p है जिसका अर्थ है कि x पर p क्या है इसके संदर्भ में हम यह देखना चाहते हैं कि पर p क्या है और यह हम टेलर श्रृंखला फ़ंक्शन का उपयोग करके आसानी से कर सकते हैं ताकि हम लिखेंगे यहां अनंत संख्या में शब्द हैं लेकिन जैसा कि आप x को बहुत छोटा लेते हैं तो हो सकता है कि आप वर्चस्व वाले शब्द और ग्रेडियंट की तुलना में उच्च क्रम की शर्तों की उपेक्षा कर सकते हैं यह ध्यान में रखते हुए कि हम ऐसे मामलों के साथ शोध कर रहे हैं जहां बहुत छोटे हैं इसलिए सभी के लिए रुझान 0 है इसलिए यह इस अभिव्यक्ति से बनेगा कि हमारे पास यहां p है जो यहां दबाव होगा हम इसे ध्यान में रखेंगे इसलिए जब भी हम किसी भी फ़ंक्शन का सामना करते हैं तो बाद में हम टेलर श्रृंखला विस्तार का उपयोग यह पहचानने के लिए करेंगे कि द्रव तत्वों की विभिन्न अवस्थाओं में क्या परिवर्तन हो रहा है क्योंकि यह हमें अपने कई विश्लेषणों में बहुत सामान्य रूप से करना होगा इसलिए यह उस क्षेत्र से गुणा किया जाता है जिस अवस्था पर दबाव के कारण बल कार्य कर रहा है हम कहते हैं कि एक निकाय बल है जो द्रव तत्व पर भी काम कर रहा है तो bx निकाय बल बॉडी फोर्सbody force है जो x के साथ प्रति यूनिट मास में कार्य कर रहा है तो कुल निकाय बल क्या होगा जो इस पर x के साथ कार्य कर रहा है सबसे पहले आपको यह पता लगाना होगा कि द्रव तत्व का द्रव्यमान क्या है यह घनत्व बार तत्व का आयतन है इसलिए यह द्रव तत्व का वह द्रव्यमान है जो निकाय बल प्रति इकाई द्रव्यमान को गुणा करता है और x के साथ कुल निकाय बल देता है तो ये वे बल हैं जो द्रव तत्व पर कार्य कर रहे हैं अब हम एक और प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश करते हैं कि ये अभी भी केवल बल हैं जो कार्य कर रहे हैं यदि द्रव तत्व कठोर निकाय की गति के नीचे है जो कि द्रव तत्व कठोर निकाय की तरह बढ़ रहा है कोई आंतरिक विरूपण नहीं है लेकिन संपूर्ण के रूप में पूरी तरह से यह एक ठोस की तरह है जो रैखिक या कोणीय रूप से विस्थापित हो सकता है लेकिन यह गतिशील है पर यह गति एक कठोर निकाय गति है द्रव तत्व जो स्थिरता के तहत है और द्रव तत्व जो कठोर निकाय की गति के नीचे है उनके बीच का अंतर यह है कि जब यह कठोर निकाय गति के तहत होता है तो उसके पास एक वेग त्वरण और इसी तरह की चीजें हो सकती है लेकिन जो द्रव तत्व सतह की गति के संदर्भ में कार्य कर रहे हैं और गैर विकृत है तो बल का कोई कतरनी घटक नहीं है तो गैर विकृत तरल तत्व के लिए सतह बलों के बीच कोई अंतर नहीं है जो इस आरेख में प्रस्तुत किए जाते हैं और सतह बल जो तब होते हैं जब इसे त्वरण के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा जाता है तो इस प्रकार का मजबूर विवरण समान रूप से मान्य है यदि द्रव कठोर निकाय की गति के तहत है इसलिए हम इस स्थिति को न केवल स्थिरता के तहत तरल पदार्थ बल्कि कठोर निकाय गति के तहत भी पहचानते हैं हम ऐसे उदाहरण देखेंगे जहां तरल पदार्थ की कठोर निकाय गति बहुत दिलचस्प होगी जैसे कि आप कठोर निकाय की तरह द्रव तत्व का रोटेशन कर सकते हैं और हम देखेंगे कि यह किस तरह की स्थिति बनाता है तो मोटे तौर पर इसका भी द्रव स्टेटिक्स की श्रेणी के तहत अध्ययन किया जाता है क्योंकि यह एक स्थिर स्थिति नहीं है लेकिन तरल पदार्थ की विशेषता के संदर्भ में विकृति प्रकृति को यहां हाइलाइट नहीं किया गया है और इसलिए ही हम मोटे तौर पर इसी तरह की अवधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं और हम एक ही छत्र के नीचे इन अवधारणाओं को एक साथ सीखेंगे क्योंकि वे बहुत संबंधित हैं एक मामले में यह एक त्वरण हो सकता है अन्य मामलों में यह नहीं हो सकता है अन्यथा यह बहुत समान है तो हम कहते हैं कि यह कठोर निकाय गति के तहत है और इसलिए x के साथ अभी भी कुछ त्वरण है कहते हैं कि एक त्वरण ax है जो x के साथ है इसलिए हम द्रव तत्व के लिए न्यूटन के गति के दूसरे नियम को लिख सकते हैं और इसलिए दोनों तरफ से को रद्द कर दिया जाएगा ये छोटे हैं लेकिन 0 के बराबर नहीं हैं इनका रुझान 0 की तरफ है तो वह अभिव्यक्ति है जो निकाय बल के साथ दबाव ग्रेडियंट से संबंधित है और यदि कोई त्वरण है जो द्रव तत्व पर कार्य करता है तो यह समान अभिव्यक्ति है जो y के साथ गति के लिए मान्य है इसलिए हम इसे दोबारा नहीं दोहरा रहे हैं इस तरह के एक सामान्य विचार के साथ यह एक बहुत ही सामान्य अभिव्यक्ति है यह सामान्य अभिव्यक्ति सिर्फ यह मानती है कि एक निकाय बल है तरल पदार्थ पर निकाय बल के अधीन एक विशेष दिशा में कुछ त्वरण हो रहा है लेकिन यह एक गैर विचलनशील तरल तत्व है उस समझ के साथ हम यह पहचानने की कोशिश करेंगे कि दबाव के रूप में गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण निकाय बल पर एक द्रव तत्व के रूप में क्या होता है हम मानते हैं कि एक तरल पदार्थ की एक स्वतंत्र सतह है द्रव यांत्रिकी में एक प्रतीक है जिसे हम एक स्वतंत्र सतह को नामित करने के लिए उपयोग करेंगे यह एक त्रिभुज है जिसमें दो बहुत छोटी क्षैतिज रेखाएं होती हैं एक मुक्त सतह का एक तकनीकी प्रदर्शन है हम मानते हैं कि हम कुछ गहराई के बारे में आम तौर पर उस दिशा में रुचि रखते हैं जिसमें गहराई भिन्न होती है जिसे आमतौर पर z दिशा के रूप में लिया जाता है यह ज्यादातर किताबों में एक सामान्य अंकन है कि ऊर्ध्वाधर दिशा जिसमें गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है बेशक यह गुरुत्वाकर्षण की क्रिया के विपरीत है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लंबवत होगा और इसके विपरीत एक सामान्य संकेतन के रूप में z अक्ष माना जाता है तो हम इस तरल पदार्थ के लिए इस तरह के समीकरण को लिखने की कोशिश करते हैं जो कि रुका हुआ है यह पर्याप्त गहराई का है इसलिए हम यह पता लगाने में रुचि रखते हैं कि इस बिंदु पर दबाव क्या है जो कि मुक्त सतह से गहराई पर है इस द्रव का कोई त्वरण नहीं है यह पूर्ण स्थिरता के अधीन है तो ax या यहाँ az शब्द 0 होगा इसलिए जब आपके पास z दिशा होती है तो आपके पास x जैसी क्षैतिज दिशा भी होती है और x के लिए आप फिर से समान अभिव्यक्ति लिख सकते हैं तो 0 कोई निकाय बल नहीं है जो x के साथ काम कर रहा है क्योंकि गुरुत्वाकर्षण केवल निकाय बल के अधीन है तो x के साथ कोई निकाय बल नहीं है और एक्स के साथ होने वाला कोई त्वरण नहीं है तो दूसरी अभिव्यक्ति और भी सरल है लेकिन यह हमें एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि देती है कि वह क्या है कि अगर आप किसी विशेष दिशा में निकाय बल नहीं रख रहे हैं और द्रव रुका हुआ है तो दबाव उस द्रव में उस दिशा के साथ नहीं बदलता है जिसका अर्थ है की एक क्षैतिज रेखा के साथ क्षैतिज के लिए आपके पास निरंतर द्रव प्रणाली में कोई दबाव भिन्नता नहीं है और यह उन बुनियादी सिद्धांतों में से एक है जो हम अंतर के मापने के लिए उपयोग करते हैं जैसा कि आपने पहले के मैनोमीटर के उदाहरणों में देखा है तो यह एक ऐसी चीज है जो बहुत अच्छे परिणाम की है लेकिन यह स्पष्ट निष्कर्ष है तो यदि हम यह पता लगाना चाहते हैं कि सेट दो बिंदुओं A और B के बीच दबाव अंतर क्या है तो हमें एकीकृत करना होगा अब यह देखना महत्वपूर्ण है कि हम जिस लंबाई के पैमाने पर विचार कर रहे हैं यह भिन्नता क्या है यदि यह h काफी बड़ा है तो इस पर घनत्व में एक महत्वपूर्ण भिन्नता हो सकती है ठीक उसी तरह जैसे कि वायुमंडल जो कि पृथ्वी की सतह से ऊपर है जैसे ही आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हैं आप घनत्व के बदलने की उम्मीद करते हैं क्योंकि तापमान में परिवर्तन होता है और इसलिए कई मामलों में घनत्व को एक स्थिरांक के रूप में नहीं माना जा सकता है इसलिए यदि इसे एक स्थिरांक माना जाता है तो यह केवल एकीकरण से बाहर आ सकता है इसी तरह आप शायद लंबाई के पैमाने पर भी काम कर रहे हैं जिस पर g नहीं बदल रहा है यदि आप एक बड़ी ऊंचाई ले रहे हैं जैसे कि अगर वे लोग जो वायुमंडलीय विज्ञान के साथ काम कर रहे हैं तो लंबाई के पैमाने बड़े लंबाई के पैमाने हैं जिस पर आप गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण में बदलाव भी कर सकते हैं अगर अब महत्वपूर्ण बात यह है कि देखें कि हम B पर दबाव को बिल्कुल सही अर्थों में व्यक्त नहीं कर रहे हैं हम इसे A के दबाव के सापेक्ष व्यक्त कर रहे हैं कई बार A सेट पर यह दबाव वातावरणीय है इसलिए इसे उद्धरण के रूप में लिया जा सकता है इसलिए यदि इसे एक संदर्भ के रूप में लिया जाता है तो उदाहरण के रूप में p 0 के बराबर है इसलिए जो भी वायुमंडलीय दबाव है मान लें कि हम इसे 0 कहते हैं इसका मतलब है कि कोई अन्य दबाव है जिसे हम वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष व्यक्त कर रहे हैं तो उस स्थिति में PB दबाव P वायुमंडल के सापेक्ष है यदि p 0 के बराबर वायुमंडलीय है तो यह निश्चित रूप से 0 के बराबर नहीं है इसलिए किसी भी दबाव को वायुमंडलीय दबाव के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है जो दबाव को व्यक्त करने का एक सापेक्ष तरीका है ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको वायुमंडलीय दबाव को सापेक्ष व्यक्त करना होगा लेकिन एक दिए गए तापमान के तहत वायुमंडलीय दबाव एक प्रसिद्ध मानक है इसलिए वायुमंडलीय दबाव के संबंध में संदर्भ कुछ ऐसा है जो एक बहुत ही मानक संदर्भ है जिसका हम कई बार उपयोग करते हैं इसलिए वायुमंडल के सापेक्ष संदर्भ दबाव के उद्धरण के बारे में बात कर रहे हैं जहां संदर्भ वायुमंडल है फिर किसी अन्य बिंदु पर जो भी दबाव होता है हम उसे गेज दबाव कहते हैं तो यह सिर्फ एक शब्दावली है तो गेज दबाव का मतलब है कि वायुमंडलीय दबाव के सापेक्ष कोई भी दबाव निरपेक्ष दबाव और वायुमंडलीय दबाव के बीच एक अंतर है जो वायुमंडलीय दबाव को शून्य संदर्भ के रूप में लेने के लिए उतना ही अच्छा है और इसके सापेक्ष दबाव का उल्लेख करना है और कोई अन्य निकाय बल नहीं है जो इस पर कार्य कर रहा है और द्रव स्थिर तो ये ऐसी धारणाएं हैं जो इतनी सरल अभिव्यक्ति के साथ हैं अब इस तरह की अवधारणा के साथ कोई भी यंत्र का उपयोग कर सकता है इस तरह की अवधारणा का उपयोग वायुमंडलीय दबावों को मापने के लिए उपकरण बनाने में कर सकता है जैसे कि आपके पास बैरोमीटर है जब भी हम एक अवधारणा सीख रहे होंगे हम माप उपकरणों के उदाहरण देने की कोशिश करेंगे जो उन अवधारणाओं का उपयोग करने का प्रयास करते हैं जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किया जा सकता है तो यह कैसे होता है आपने उलटा ट्यूब कहा है और इस उल्टे ट्यूब को कुछ तरल पदार्थ पारे के स्नान में डाल दिया जाता है और हम कहते हैं कि यह बहुत ऊंचाई तक है अब यह बहुत अधिक ऊंचाई पर विभिन्न बल हैं जो इस पर कार्य कर रहे हैं तो हम निश्चित रूप से स्थानीय सतह तनाव प्रभाव और केशिका गठन की उपेक्षा कर रहे हैं आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि जैसे जैसे यह दायरा छोटा और छोटा होता जाता है वक्रता का प्रभाव अधिक से अधिक महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि सतह तनाव प्रभाव अधिक से अधिक महत्वपूर्ण होगा और इसके कारण पढ़ने में कई महत्वपूर्ण त्रुटियां हैं अब अगर हम समय के लिए उस प्रभाव की उपेक्षा करते हैं तो आपके पास इस तरफ से वायुमंडलीय दबाव होता है यदि हम यह मान लें कि यहाँ एक निर्वात है तो एक बड़ा प्रश्नचिह्न है कि वहाँ निर्वात होगा या नहीं लेकिन हम सरलता के लिए मान लेते हैं कि एक निर्वात है फिर जो भी दबाव होता है जो इस तरफ से काम कर रहा है वह तरल स्तंभ की ऊंचाई से संतुलित होता है और शीर्ष पर होता है तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ क्या दबाव है हम कहते हैं कि p वायुमंडलीय दबाव है तो जिस area क्षेत्र पर यह कार्य कर रहा है वह वह बल है जो तरल स्तंभ के भार से टिका हुआ है तो यह ऐसा है कि क्षेत्र गुना तो क्षेत्र दोनों तरफ से रद्द हो जाता है तो आपको यह p मिलता है अगर यह वैक्यूम के रूप में है लेकिन अगर यह एक वैक्यूम नहीं है तो हम बता दें कि यहाँ कुछ दबाव है जो कि द्रव का वाष्प दबाव है जो इस पर कब्जा कर रहा है और यह आम है कि इस तरह का वाष्प दबाव होगा क्योंकि यदि यह एक संतृप्त तरल है तो इसके शीर्ष पर अपना वाष्प होने की संभावना है और यह हमेशा कुछ दबाव डालेगा तो यह कभी भी एक आदर्श अर्थ में एक वैक्यूम नहीं है तो यदि वाष्प का दबाव है तो आप वायुमंडलीय दबाव के आकलन के लिए का उपयोग नहीं कर सकते हैं लेकिन हमें वाष्प की उपस्थिति के कारण एक सुधार करना होगा और यह तापमान का फंक्शन है क्योंकि वाष्प दबाव तापमान के साथ बदलता रहता है आमतौर पर पारा उन तरल पदार्थों में से एक है जिसका उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है और पारा का उपयोग क्यों किया जा रहा है जाहिर है क्योंकि यह काफी घना है यह वायुमंडलीय दबाव को दर्शाने के लिए बहुत बड़ी ऊंचाई पर कब्जा नहीं करेगा यदि आप किसी भी अन्य तरल पदार्थ का उपयोग करते हैं तो यह बहुत ज्यादा ऊंचाई पर कब्जा कर सकता है इसलिए यह एक अप्रबंधनीय उपकरण या अप्रबंधनीय लंबा उपकरण हो सकता है अधिकांश तापमान रेंजों में पारे का वाष्प दाब काफी छोटा है और इसलिए यह सुधार उतना गंभीर नहीं है ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं कई अन्य कारण हैं जो हमेशा तस्वीर में होते हैं जब आप एक दबाव के मापन के लिए एक तरल पदार्थ का चयन करते हैं तो यह बैरोमीटर की तरह है अब हमने एक विशेष तरीके का पता लगाया है जिसमें आपके पास दबाव में भिन्नता का अनुमान है जो कि निकाय बल जो कार्य कर रहा है उसके कारण है और द्रव तत्वों के लिए जो स्थिर हो सकता है या त्वरण के अधीन हो सकता है तो हम दो महत्वपूर्ण चीजों की गणना करने के लिए इस सिद्धांत का उपयोग करेंगे एक है अगर वहाँ एक समतल सतह है जो एक तरल पदार्थ में डूबी हुई है तो कुल बल क्या है जो दबाव वितरण के कारण समतल सतह पर है अब हमने महसूस किया है कि दबाव एक वितरित बल की तरह है क्योंकि यह गहराई के साथ बदलता रहता है तो अलग अलग गहराई हैं और उस पर आपके पास अलग अलग दबाव हैं इसलिए यह एक साधारण स्टैटिक्स समस्या की तरह होगा जहां आपने सतह पर बल वितरित किया है यह जानने के लिए कि कुल बल क्या है जो कार्य कर रहा है यदि आपके पास एक वक्र सतह है तो हम देखेंगे कि तकनीक भिन्न हो सकती है लेकिन मोटे तौर पर हम एक समतल सतह पर दबाव वितरण की कुछ अवधारणाओं का उपयोग कर सकते हैं यहां तक कि वक्र सतह पर बल की गणना करने के लिए भी इसलिए अगली कक्षा में हम देखेंगे कि समतल और वक्र सतहों पर कौन कौन से बल हैं जो एक तरल पदार्थ में हैं और फिर यह देखने के लिए कि परिणाम क्या हैं हम इससे संबंधित कुछ समस्याओं का समाधान करेंगे इसलिए हम आज यहां रुकते हैं